अभिवादन और मॉड्यूल 1 की यूनिट 7 में आपका स्वागत है यह यूनिट नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन द्वारा पहचाने गए प्रोग्राम आउटकम्स से संबंधित है इससे पहले की यूनिट में हमने प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को देखा जिसमें कहा गया था कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम के ग्रेजुएट्स ग्रेजुएशन के 4 5 साल तक क्या कर सकते हैं इसलिए ये प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वास्तव में एक तरह का लक्ष्य प्रदान करते हैं जिसे स्नातकों की गतिविधियों के साथ प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और फिर हमारे पास प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम हैं वे वही हैं जो एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम से स्नातक होने के समय ग्रेजुएशन करने में सक्षम होना चाहिए इसका मतलब है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम विशेष शाखा के लिए बहुत विशिष्ट हैं यदि यह सिविल इंजीनियरिंग है तो सभी प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित होने चाहिए यही हमने पिछली यूनिट में समझा था वर्तमान यूनिट में आने से इस यूनिट के परिणाम हम जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम उन गतिविधियों की पहचान या अनुकरण करने का प्रयास करते हैं जो 12 परिणामों में से 5 की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करती हैं प्रोग्राम आउटकम्स PO1 PO2 PO3 PO4 और PO5 प्रोग्राम आउटकम्स क्या हैं प्रोग्राम आउटकम्स स्नातक के समय किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के स्नातकों को क्या प्राप्त करना चाहिए ये प्रोग्राम आउटकम्स डिसिप्लिन नॉनस्पेसिफिक हैं इसका मतलब है कि सभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के स्नातकों को इस प्रोग्राम आउटकम्स को प्राप्त करना होगा और उनकी पहचान नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन द्वारा की जाती है इसलिए अक्रेडिटेशन के वर्तमान संदर्भ में किसी भी संस्था के पास प्रोग्राम आउटकम्स को लिखने या बदलने का विकल्प नहीं है वे विभिन्न संस्थानों द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर समय के साथ बदल सकते हैं लेकिन इस तरह के संशोधन कुछ वर्षों में एक बार होंगे और अब तक प्रोग्राम आउटकम्स जो NBA द्वारा बताए गए हैं बहुत समान हैं और वाशिंगटन एकॉर्ड के ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स के साथ संरेखण में हैं वाशिंगटन एकॉर्ड वास्तव में अम्ब्रेला एकॉर्ड है जिसमें वाशिंगटन एकॉर्ड के सभी हस्ताक्षरकर्ता देश वास्तव में प्रतिबद्ध हैं कि वे अपने प्रोग्राम्स का संचालन करेंगे मोटे तौर पर इस तरह के परिणामों के अनुसार या एक स्नातक गुण जो वाशिंगटन एकॉर्ड द्वारा पहचाने जाते हैं हमें ग्रेजुएट एट्रिब्यूट्स की हूबहू कॉपी करने की जरूरत नहीं है लेकिन प्रत्येक देश अपने ग्रेजुएट एट्रिब्यूट्स या प्रोग्राम आउटकम्स को वाशिंगटन एकॉर्ड के ग्रेजुएट एट्रिब्यूट्स की भावना से दोबारा लिखेगा यही भारत ने भी किया है वहाँ प्रोग्राम आउटकम्स की संख्या 12 हैं ABET जैसे कुछ मामलों में वे 11 हैं लेकिन जब आप उन्हें एक साथ देखते हैं तो वे एक ही तरह के होते हैं वे वाशिंगटन एकॉर्ड की स्पिरिट के अनुसार होते हैं और सभी 12 प्रोग्राम आउटकम्स को प्राप्त करना होगा जैसा कि हम देखेंगे हो सकता है कि उन सभी को उसी डिग्री तक प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हम यह स्वीकार करेंगे कि शुरू में सभी परिणाम सभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम या उसी से स्नातक होने वाले विद्यार्थियों द्वारा समान स्तर तक प्राप्त नहीं हो सकते हैं यदि उन्हें समान स्तर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो क्या होता है प्रत्येक प्रोग्राम संसाधनों के साथ प्रत्येक POs के संबंध में एक लक्ष्य रखेगा आपके पास जिस तरह के विद्यार्थी हैं उस कार्यक्रम के साथ जो आपको एक विशेष POs प्राप्त हो सकता है केवल हमें यह कहें कि आप जिस भी संख्या को 50 के स्तर पर 30 के स्तर से जोड़ते हैं जिसे आप अपने लिए परिभाषित कर सकते हैं इसलिए यह अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रोग्राम आउटकम्स को एक ही स्तर पर प्राप्त किया जाए और POs की एक त्वरित समीक्षा से संकेत मिलता है कि 12 में से केवल 5 POs ही तकनीकी रूप से तकनीकी और डिसिपिलिनरी परिणाम हैं इसका मतलब है कि वे सीधे इंजीनियरिंग से संबंधित हो सकते हैं और वे प्रकृति में तकनीकी हैं केवल 12 में से 5 और शेष वे हैं जिन्हें हम पेशेवर परिणाम कहते हैं और उन्हें अन्य लोगों द्वारा सामान्य या हस्तांतरणीय कौशल या परिणाम के रूप में भी जाना जाता है तो एक पेशेवर परिणामों के साथ POs को डिसिपिलिनरी परिणामों या टेक्निकल आउटकम्स के संयोजन के रूप में देख सकता है और तीन PO जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं का उल्लेख करते हैं जटिल इंजीनियरिंग समस्या शब्द का POs द्वारा बहुत दृढ़ता से उपयोग किया गया है हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वे क्या हैं दो POs जटिल इंजीनियरिंग गतिविधियों का उल्लेख करते हैं और दो POs संदर्भ ज्ञान का उल्लेख करते हैं किसी भी इंजीनियरिंग समस्या के मुद्दों में से एक है जिसके बारे में आप बात करते हैं एक वास्तविक इंजीनियरिंग समस्या हमेशा एक दिए गए संदर्भ में स्थित है ऐसा नहीं है कि मैं इस समस्या को हल करता हूं और समाधान सार्वभौमिक रूप से लागू होता है इसलिए बहुत से प्रासंगिक ज्ञान हैं जो वास्तविक विश्व इंजीनियरिंग समस्याओं की पहचान करने या तैयार करने में शामिल हो जाते हैं जिसे किसी भी इंजीनियर द्वारा सराहा जाना चाहिए अब वाशिंगटन एकॉर्ड की विशेषता के रूप में जटिल इंजीनियरिंग समस्याएं क्या हैं वे व्यापक इंजीनियरिंग या परस्पर विरोधी टेक्निकल इंजीनियरिंग और अन्य मुद्दों को शामिल करते हैं अन्य मुद्दे क्या हैं जब आप किसी समस्या के बारे में बात करते हैं जब आप एक वास्तविक दुनिया की समस्या लेते हैं तो आप जो भी समाधान का उत्पादन करते हैं वह इसके अनुसार हो सकता है यह पर्याप्त हो सकता है या यह समाज के एक निश्चित क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन समाज के अन्य वर्ग इससे नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो सकते हैं तो हम किसकी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी इंजीनियरिंग समस्याएं वास्तव में इस मायने में जटिल हैं कि आपके पास व्यापक और साथ ही परस्पर विरोधी मुद्दे हैं और जब आप एक जटिल इंजीनियरिंग समस्या के बारे में बात करते हैं तो इसका कोई स्पष्ट समाधान नहीं है यह अध्याय समस्या के अंत की तरह नहीं है आपके पास केवल एक विशेष समाधान है एक पाठ्य पुस्तक में अध्याय की अधिकांश समस्याओं के अंत के लिए केवल एक ही समाधान उपलब्ध है यहां एक वास्तविक विश्व इंजीनियरिंग समस्या का एक भी समाधान नहीं है और एक स्पष्ट समाधान भी नहीं है और उस की एक और विशेषता वे व्यापक रूप से बदलती जरूरतों के साथ स्टेकहोल्डर्स के विविध समूहों को शामिल करते हैं और कई बार यह व्यापक रूप से बदलती जरूरतों को हल करने की समस्या में समझौता नहीं किया जा सकता है तब पूरी समस्या इस तरह की होने लगती है कि आप किस समूह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं या आप किससे संतुष्ट हैं और समाज के किस वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और एक बार फिर उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण परिणाम हैं एक संदर्भ में एक ही समाधान शायद वांछनीय है और कुछ अन्य संदर्भ में परिणाम अलग होंगे उदाहरण के लिए एक समाधान जो हमें शहरी संदर्भ में कहा जाता है की पेशकश की जा सकती है इसके परिणाम यदि आप उसी समाधान को एक ग्रामीण संदर्भ में लागू करने का प्रयास करते हैं तो यह एक नकारात्मक परिणाम पैदा कर सकता है ताकि जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं की एक और विशेषता है और एक जटिल इंजीनियरिंग समस्या में कई कंपोनेंट्स भाग और कई उप समस्याएं भी हैं उन्हें सभी को एक साथ मिलाना होगा जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं के कुछ उदाहरण बता दें कि शुष्क क्षेत्र में गांवों के समूह को सिंचाई और पीने के लिए पानी की आपूर्ति की योजना है तो यह एक प्रदान करेगा यह उन सुविधाओं को जन्म देगा जो हमने अभी उल्लेख किया है इस तरह की समस्या को हल करने के लिए उन सभी विशेषताओं को लागू किया जाएगा जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए उपलब्ध पानी के प्रबंधन और एक नदी बेसिन में इसके उपयोग के लिए एक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम डिजाइन करें जैसा कि आप वर्तमान में जानते हैं नदी का हर एक क्षेत्र नदी का पानी एक समवर्ती विषय होने के नाते देश के विभिन्न राज्यों के बीच हमेशा बहुत बड़े विवाद होते हैं इसलिए उपलब्ध जल संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए वास्तव में हल करने की कोशिश करना नदी बेसिन एक बहुत ही जटिल समस्या है 2 लाख से कम आबादी वाले शहर में बड़े पैमाने पर गरीब और मध्यम वर्ग के आवास के निर्माण के लिए एक प्रणाली डिजाइन करें छोटे शहरों की तुलना में शहर में मुद्दे अलग हैं किसी शहर या जिले को बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार मुझे लगता है कि हम सभी ने इसका अनुभव किया है बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता कभी भी संतोषजनक नहीं है और इसे हल करना बहुत आसान नहीं है और लोग किसी सामान्य समाधान किसी प्रस्तावित समाधान से सहमत नहीं हैं मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष के बिना एक हाथी गलियारे के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली डिज़ाइन करें यह हाल ही में देश के दक्षिणी राज्यों में भी अनुभवी समस्या है और जब मानव आबादी बढ़ जाती है तो कोई हाथी कॉरिडोर पर अतिक्रमण कर सकता है जिसके माध्यम से हाथी चलते हैं और एक बार जब आप पार करते हैं तो हमेशा मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष होता है अब आप गलियारे का प्रबंधन कैसे करते हैं यह एक टेक्निकल और जटिल सामाजिक समस्या है अब जटिल इंजीनियरिंग गतिविधियाँ क्या हैं सबसे पहले एक जटिल इंजीनियरिंग गतिविधि में लोगों धन उपकरण सामग्री सूचना और टेक्नोलॉजीज के संदर्भ में विविध संसाधनों संसाधनों का उपयोग शामिल होता है और उन्हें गतिविधियों की आवश्यकता होती है जिसमें व्यापक या परस्पर विरोधी तकनीकी के बीच बातचीत से उत्पन्न महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान शामिल होता है इंजीनियरिंग या अन्य मुद्दों इसका मतलब है कि जटिल इंजीनियरिंग गतिविधियाँ हमेशा उन्हें एक साथ इस्तेमाल करने या इन सभी मुद्दों को एक साथ लेने के बजाय एक ही कॉल करने के लिए बुलाती हैं और केवल उसी का हल खोजने की कोशिश करती हैं इंजीनियरिंग सिद्धांतों के ज्ञान के रचनात्मक उपयोग को शामिल करें पिछले अनुभवों से आगे बढ़ सकते हैं वर्तमान में एक जटिल इंजीनियरिंग समस्या का समाधान प्रदान करने के लिए बैंक पर कोई पिछला अनुभव नहीं हो सकता है अब हम PO1 पर आते हैं यह समस्या का परिणाम 1 है इसे इंजीनियरिंग ज्ञान के रूप में लेबल किया गया है बयान में कहा गया है कि जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए गणित विज्ञान इंजीनियरिंग फंडामेंटल और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का ज्ञान लागू करें यदि आप देखते हैं तो हम उस में सभी खोजशब्दों के साथ थोड़ा समय बिताते हैं प्रमुख लक्ष्य है वास्तव में वाक्य उलटा हो सकता था मैं कह सकता हूं कि गणित विज्ञान इंजीनियरिंग बुनियादी बातों और एक इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के ज्ञान को लागू करने वाली जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करना यही वह है इसलिए जटिल इंजीनियरिंग समस्या को हल करना इस का मूल है लेकिन आप इन इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करना चाहते हैं न कि किसी भी तरीके से जिसे आप सहज तरीके से या तदर्थ तरीके से या परीक्षण और त्रुटि से बल्कि गणित विज्ञान और इंजीनियरिंग बुनियादी बातों के ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से लागू करते हैं यह वही है जो प्रोग्राम आउटकम्स में से एक का गठन करता है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के कुछ अर्थों में मुख्य रूप से इस परिणाम को संबोधित करते हैं यदि आप कोई इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो इंजीनियरिंग विज्ञान और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के बीच अंतर करना चाहिए उदाहरण के लिए ऊष्मप्रवैगिकी पर एक पाठ्यक्रम के बारे में मैं विचार करता हूं कि यह एक इंजीनियरिंग विज्ञान कोर्स है लेकिन किसी भी हीट ट्रांसफर थर्मल इंजीनियरिंग के तहत किसी भी हीट ट्रांसफर उपकरण का डिजाइन एक इंजीनियरिंग कोर्स का गठन करेगा लेकिन अधिकांश इंजीनियरिंग कोर्सेस इस परिणाम को संबोधित कर सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य से कई संस्थानों में मूल्यांकन से इंजीनियरिंग की समस्याओं को हल करने में बहुत कमी आती है जिससे अकेले जटिल इंजीनियरिंग समस्याएँ आती हैं कुछ संस्थानों और कुछ कॉलेजों में कुछ विषयों में वे इंजीनियरिंग की समस्याओं को हल करते हैं यदि आप परीक्षा के प्रश्नपत्रों को देखते हैं तो वे ऐसा करते हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है ठीक है पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रतिशत बहुत छोटा होगा अध्याय की समस्याओं का अंत कम से कम इस PO को संबोधित करेगा अध्याय की समस्याओं का अंत प्रमुख रूप से अच्छी तरह से परिभाषित समस्याएं हैं वे मुश्किल हो सकता है कठिनाई और जटिलता का परस्पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए हर समस्या आसान नहीं हो सकती है लेकिन यह स्वचालित रूप से एक जटिल समस्या नहीं बन जाती है तो क्या होता है क्योंकि कई कोर्सेस परीक्षणों और परीक्षाओं में समस्याएं देंगे जो अध्याय की समस्याओं के अंत के समान हैं इसलिए इन कोर्सेस के अधिकांश हिस्से इस PO को एक निश्चित सीमा तक संबोधित करते हैं अधिकांश कोर्सेस या तो बेसिक साइंसेज या इंजीनियरिंग साइंसेज के हैं जो सीधे इंजीनियरिंग समस्याओं को संबोधित नहीं करते हैं वे केवल पूर्वापेक्षाएँ करेंगे लेकिन सीधे इंजीनियरिंग की समस्याओं को नहीं और गतिविधियों के कुछ उदाहरण अब हम कुछ उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं जहां इन गतिविधियों के माध्यम से यदि आप इसे अपने कोर्स में बनाते हैं तो आप इस विशेष PO को संबोधित करेंगे जैसे कौन सी गतिविधियाँ हैं अध्याय की समस्याओं का अंत हल करें यह न्यूनतम है जो आपको करना चाहिए उस संदर्भ को समझें जिसमें एक दी गई इंजीनियरिंग समस्या तैयार की गई थी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं एक केस स्टडी प्रदान करके एक केस स्टडी का विवरण और उसके माध्यम से और उसके माध्यम से चल रहे संदर्भ को समझना होगा लक्ष्य संदर्भ को समझना है जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं की प्रकृति को समझें यह केस स्टडी के माध्यम से भी दिया जा सकता है और आप विद्यार्थियों को जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं का उदाहरण देने के लिए कह सकते हैं आप उन्हें व्यापक रूप से निकटवर्ती क्षेत्र में एक समस्या की पहचान करने और उन्हें तैयार करने के लिए कह सकते हैं यदि फार्मूलेशन नहीं है तो कम से कम उस विशेष इंजीनियरिंग समस्या की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करें और किसी दिए गए जटिल समस्या के कई समाधान दें वह भी केवल केस स्टडी के माध्यम से किया जा सकता है अब PO2 में आ रहे है जो PO1 की तुलना में बहुत अधिक जटिल और कठिन है यहां स्टेटमेंट कहता है कि गणित प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग विज्ञान के पहले सिद्धांतों का उपयोग करके जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं की पहचान फार्मूलेशन रिसर्च लिटरेचर और विश्लेषण करें एक जोर यह है कि आपको समाधान का उत्पादन सहज और स्पष्ट रूप से नहीं करना चाहिए या जिसे आप तदर्थ कहते हैं आपको पहले सिद्धांतों से हटकर काम करना होगा यही इसका मतलब है अब यदि आप कीवर्ड लेने पर इस PO को संबोधित करने में शामिल गतिविधियों को देखते हैं तो पहले पहचान समस्या पहचान है इसका मतलब है कि यदि आप अपने विद्यार्थियों को एक अनुभव दे रहे हैं और उन्हें समस्याओं की पहचान करने की सुविधा दे रहे हैं तो केवल आप इस PO से मिल रहे हैं या पहचाने जाने या कम से कम यदि किसी ने किसी समस्या की पहचान की है तो क्या आप समस्या को अधिक तकनीकी अर्थों में तैयार कर सकते हैं तो किसी इंजीनियरिंग तरीके से तैयार की गई समस्या का मौखिक वर्णन का अनुवाद करने में बहुत अधिक प्रयास लगेगा और इसमें किसी भी तरह की धारणाएं शामिल होंगी और वे धारणाएँ केवल कुछ संदर्भों में ही उचित हैं लेकिन सभी संदर्भों में नहीं इसलिए जब आप तैयार कर रहे हैं तो आपको इस बारे में स्पष्ट होना होगा कि आप क्या धारणा बना रहे हैं और फिर तैयार होने पर बहुत सारे साहित्य उपलब्ध होंगे और इन दिनों यह नेट पर उपलब्ध है आपको साहित्य पर रिसर्च करना होगा और संबंधित साहित्य की पहचान करनी होगी और उसका अध्ययन करना होगा और फिर आपको समस्या का विश्लेषण करना होगा इसका मतलब है कि आपको एक विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से एक और परिभाषित समस्या को अच्छी तरह से परिभाषित समस्या में परिवर्तित करने के लिए आगे के चरण में जाना होगा और फिर आपको आना होगा आपको ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा इसका मतलब है कि इस स्तर पर आप उन मान्यताओं के संदर्भ में वास्तव में अंतिम रूप दे रहे हैं जो आप बना रहे हैं जिस तरह से आप समस्या को तैयार कर रहे हैं आप एक विशेष निष्कर्ष पर पहुंचते हैं लेकिन साहित्य फार्मूलेशन के विश्लेषण या शोध के माध्यम से इन सभी में आपको हमेशा गणित प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग विज्ञान के पहले सिद्धांतों का उपयोग करना होगा इसलिए एक बार फिर से दोहराने के लिए इसमें समस्या स्टेटमेंट निर्माण समस्या निर्माण और एब्सट्रैक्शन सूचना और डेटा संग्रह मॉडल अनुवाद वेलिडेशन प्रयोगात्मक डिजाइन प्रयोग परिणामों की व्याख्या कार्यान्वयन प्रलेखन प्रतिक्रिया और सुधार शामिल हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हर समस्या के साथ आप विद्यार्थी को ये सब करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं लेकिन विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक विद्यार्थी एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी को इन सभी गतिविधियों का अनुभव किसी न किसी स्तर पर करना चाहिए तो आपके पास 4 साल और संभवतः 30 35 कोर्सेस हैं और आपके पास शायद एक या एक से अधिक प्रोजेक्ट हैं उस के माध्यम से इन सभी पहलुओं का अनुभव किया जाना चाहिए विद्यार्थी को अनुभव करना चाहिए और प्रोग्राम को इस क्राइटेरिया के संबंध में विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए पुष्टि निष्कर्ष को गणित और इंजीनियरिंग विज्ञान के पहले सिद्धांतों का उपयोग करके प्राप्त किया जाना चाहिए और उस राय या अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं होना चाहिए जिसे आपने अभी कहा है अधिकांश प्रोग्राम्स में ऐसे कोर्सेस नहीं होते हैं जो इन गतिविधियों के एक छोटे उपसमूह को संबोधित करते हैं तो क्या होता है जिस तरह से वर्तमान में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को लागू किया जाता है या इसके बजाय अधिक संचालित किया जाता है जिनमें से कोई भी प्रोग्राम वास्तव में इनमें से किसी भी विचार को संबोधित नहीं करता है तो सभी जगहों पर पाठ्यक्रम और इसके कार्यान्वयन को और संशोधित किया जाना चाहिए संशोधित यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि PO 2 को संबोधित किया गया है और इनमें से कई गतिविधियों को केवल मिनी और प्रमुख प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है बशर्ते वे ठीक से ऑर्केस्ट्रेटेड हों सिर्फ मिनी प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट कहने से काम नहीं चलता उन्हें इसे ठीक से ऑर्केस्ट्रेट करना होगा और विद्यार्थियों को इन सभी तरीकों से लेना होगा और उनका मूल्यांकन करना होगा और इस PO को कुछ कोर्सेस में समूह असाइनमेंट के माध्यम से भी संबोधित किया जा सकता है लेकिन इसके लिए प्रशिक्षक की ओर से पर्याप्त नियोजन की आवश्यकता होती है और समूह के प्रत्येक सदस्य के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त माणिक विकसित करना होता है एक समूह असाइनमेंट जो हमें 2 महीने की अवधि में फैला हुआ है की अवधि में किया जाता है 2 महीने इस अर्थ में नहीं कि वे पूरे समय की गतिविधि करते हैं बल्कि वे 2 महीने की अवधि में करते हैं लेकिन एक समूह के रूप में बातचीत करते हैं ऐसे असाइनमेंट डिजाइन करना संभव है यहाँ PO2 की कुछ गतिविधियाँ उन जटिल समस्याओं को पहचानें जो प्रमुख रूप से आपकी इंजीनियरिंग शाखा से संबंधित हैं उपयुक्त धारणाएं बनाएं विशेष रूप से उस संदर्भ के बारे में जिसमें समाधान मांगे जा रहे हैं जो एक पहचानी गई जटिल इंजीनियरिंग समस्या को तैयार करने में मदद करते हैं यह एक बात है जो सभी इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को सीखना चाहिए जब आप एक अ परिभाषित समस्या से अच्छी तरह से परिभाषित समस्या के लिए आ रहे हैं तो आपको बड़ी संख्या में धारणाएँ बनानी होंगी और ये धारणा उचित होनी चाहिए और जब तक आप इसे स्पष्ट नहीं करते और इसे लिखते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं ले सकते तो यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण गतिविधि है और कम से कम 2 या 3 कोर्सेस में संकाय को इस गतिविधि को शामिल करना चाहिए संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के आधार पर जटिल इंजीनियरिंग समस्या तैयार करने में बनी मान्यताओं को सही ठहराते हैं लेकिन इसके लिए बहुत काम करने और बहुत विस्तार से तैयारी करने की आवश्यकता होती है कई मामलों का अध्ययन जहां ध्यान धारणाओं की पहचान करने और उन्हें सही ठहराने पर होता है आगे की गतिविधियाँ समस्याओं के समाधान के अंतिम उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को समझें आप दे सकते हैं हम कहते हैं कि आप एक निश्चित क्षेत्र में ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को कॉल करना चाहते हैं जहां आपको वाहनों को ले जाना है वाहनों की संख्या वाहनों के प्रकार जिस तरह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं दूसरी और पूरी बात एक समस्या का अध्ययन कर सकती है और यह भी लिख सकती है कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं इस तरह के असाइनमेंट विद्यार्थियों को दिए जा सकते हैं एक तैयार की गई समस्या को हल करने की एक विधि का एक्स्प्लोर और चयन करें एक समस्या तैयार होने के बाद विभिन्न समाधानों का पता लगाया जा सकता है उसमें से आप एक तरीका चुन सकते हैं और इसके साथ पूर्ण औचित्य दे सकते हैं यह भी एक दिलचस्प व्यायाम है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उत्पादों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करें जो तैयार इंजीनियरिंग समस्या के समाधान का उत्पादन कर सकते हैं विनिर्देशन की प्रक्रिया अधिकांश इंजीनियरिंग कार्यक्रम उस अनुभव को नहीं देते हैं यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है और कोई भी इंजीनियरिंग गतिविधि कभी भी विशिष्टताओं के बिना शुरू नहीं होती है और न ही उन्हें उचित ठहराती है तो ये कुछ संभावित गतिविधियाँ हैं लेकिन ये गतिविधियाँ केवल पाठ्यपुस्तक का प्रकार नहीं हैं और न ही केवल इस बात के दायरे में आती हैं कि आप हमारी वर्तमान परीक्षा पद्धति को क्या कहते हैं PO3 में आकर शीर्षक डिजाइन और समाधानों का विकास है बयान में कहा गया है कि जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं और डिजाइन सिस्टम कंपोनेंट्स या प्रक्रियाओं के लिए डिजाइन समाधान जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और सांस्कृतिक सामाजिक और पर्यावरणीय विचार के लिए उपयुक्त विचार के साथ निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं यह बहुत लंबा क्रम है अब इस विशेष PO को समझने की कोशिश करने के लिए इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान को केवल प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है आप परीक्षण और परीक्षाओं के माध्यम से बहुत छोटी गतिविधि के अलावा ऐसा नहीं कर सकते और क्योंकि इंजीनियरिंग समस्या के लिए समाधान तैयार करना एक समय लेने वाली गतिविधि है उदाहरण के लिए यदि आप अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में भी कोई परीक्षा पेपर लेते हैं तो आप सामान्य रूप से इसे इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि किसी भी प्रश्न को आधे घंटे से अधिक नहीं लेना चाहिए इसका मतलब है कि एक औसत विद्यार्थी को आधे घंटे के भीतर समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होना चाहिए आप इन सभी क्राइटेरिया पर ध्यान देने के लिए इंजीनियरिंग समस्याओं को डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं जो आधे घंटे की गतिविधि में फिट होते हैं तो इस तरह से डिजाइन किए गए समाधानों को सीमित नहीं किया जा सकता है सीमित समय में लिखित परीक्षाओं में शामिल नहीं किया जा सकता है जबकि सिस्टम के घटकों को कुछ चिन्हित कोर्सेस में छोटे असाइनमेंट के माध्यम से डिज़ाइन किया जा सकता है तो आप कह सकते हैं कि एक यांत्रिक घटक डिज़ाइन किया जाना चाहिए या एक सर्किट जिसे कुछ कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है जो भाग किया जा सकता है कंपोनेंट्स को डिज़ाइन किया जा सकता है कम से कम सीमित समय के भीतर कंपोनेंट्स और प्रक्रियाओं के डिजाइन क्राइटेरिया और विनिर्देशों को किसी समस्या के समाधान से विकसित करने की आवश्यकता है तो यहां एक गतिविधि डिजाइन क्राइटेरिया और विनिर्देश हैं हम इस बारे में और बात करेंगे जब हम टैक्सोनॉमी में आएंगे क्राइटेरिया और विशिष्टताओं को इंजीनियरिंग शिक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से वे इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं इन क्राइटेरिया और विनिर्देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और सांस्कृतिक सामाजिक और पर्यावरणीय विचार से संबंधित मुद्दों को लेते हुए विकसित किया जाना चाहिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर विचार आप कैसे करते हैं आप सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर जाने और अध्ययन करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह एक लंबा क्रम बन जाएगा लेकिन आम तौर पर वे संबंधित मानकों को कॉल करने के माध्यम से संबोधित करते हैं ये मानक प्रोफेशनल समाजों से आ सकते हैं जबकि कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेस प्रासंगिक मानकों पर विचार करते हैं लेकिन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के बहुमत में निम्नलिखित मानक एक आम बात नहीं है वह मानकों के साथ काम कर रहा है इसका मतलब है कि आप कुछ मानकों को पूरा करने के लिए एक कॉम्पोनेन्ट या एक सबसिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो यह वास्तविक कॉम्पोनेन्ट डिजाइन उपयोग की गई सामग्री या जिस तरह से इसे इकट्ठा किया जाना है और इसी तरह से प्रतिबिंबित होगा यदि आप एक निश्चित मानक का पालन कर रहे हैं तो मुद्दों का एक पूरा समूह होगा सांस्कृतिक और सामाजिक विचारों को गैर इंजीनियरिंग क्षेत्रों से इनपुट की आवश्यकता होगी और नॉन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन्स में शामिल किया जाएगा किसी भी उत्पाद या प्रणाली के लिए फंक्शनल स्पेसिफिकेशन्स हैं और नॉन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन्स हैं नॉन फंक्शनल का मतलब है कि यह आपके द्वारा दिए गए क्षेत्र या दिए गए वॉल्यूम की तुलना में अधिक स्थान पर कब्जा नहीं करना चाहिए इसका वजन इससे अधिक नहीं होना चाहिए और संभवतः इसे कुछ रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए नॉन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन्स का पूरा समूह और वे सभी हमें सांस्कृतिक और सामाजिक विचार से आने वाले कई बार कहते हैं PO3 गतिविधियाँ कौन सी हैं उत्पादों और प्रक्रियाओं की नॉन फंक्शनल आवश्यकताओं को निर्धारित करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और सांस्कृतिक सामाजिक और पर्यावरण संबंधी विचारों की भूमिका को समझें उत्पाद या प्रक्रिया पर लागू होने वाले मानकों की पहचान करें जिन्हें डिजाइन और विकसित करने की आवश्यकता है विनिर्देशों के अनुसार डिज़ाइन कॉम्पोनेन्ट और उप प्रणालियाँ तो आप स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन के साथ शुरू करते हैं डिज़ाइन किए गए उत्पाद और प्रक्रिया के प्रदर्शन की जांच करने के लिए परीक्षण प्रक्रिया निर्दिष्ट करें यही कारण है कि यह एक विशेष मानक को पूरा करता है क्या मैं एक लैब एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकता हूं जहां परीक्षण किया जाता है कि उत्पाद कुछ निश्चित मानक से मिलता है या नहीं उत्पादों घटकों और प्रक्रियाओं के डिजाइन का दस्तावेज प्रलेखन स्वयं एक एक प्रमुख शिक्षण उपकरण हो सकता है अब चौथा है जटिल समस्याओं की जांच करना फिर मान्य निष्कर्ष प्रदान करने के लिए अनुसंधान आधारित ज्ञान और अनुसंधान विधियों का उपयोग करें जिसमें प्रयोगों के डिजाइन डेटा की व्याख्या और जानकारी के संश्लेषण शामिल हैं इसमें क्या शामिल है मान्य निष्कर्ष प्रदान करने के लिए अनुसंधान आधारित ज्ञान का उपयोग यह स्टेटमेंट का एक हिस्सा है अधिकांश मुख्य कोर्सेस आमतौर पर इस तरह के सीखने के अनुभव प्रदान नहीं करते हैं इसके लिए रिसर्च पत्रों के एक सेट के संग्रह की आवश्यकता होती है जिसे UG विद्यार्थियों द्वारा समझा जा सकता है और फिर विद्यार्थियों को उस पर प्रश्नों का एक सेट प्रस्तुत किया जा सकता है इसके लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है चिंता के अनुशासन के लिए प्रासंगिक अनुसंधान विधियों को समझें इसलिए प्रत्येक शाखा की अपनी रिसर्च विधियाँ हैं उन्हें शामिल किया जा सकता है या नहीं यह उल्लेखनीय है और इसे कुछ कोर्सेस में शामिल किया जा सकता है और अब आगे इस तरह के अभ्यासों को विशेष रूप से अधिकांश संस्थानों में स्नातक स्तर पर डिजाइन और कार्यान्वित करना मुश्किल हो जाएगा उदाहरण के लिए प्रयोगों के डिजाइन की अनुसंधान पद्धति का अनुभव हमें कुछ प्रयोगशालाओं में खुले समाप्त प्रयोगों के माध्यम से किया जा सकता है डेटा के विश्लेषण और व्याख्या की रिसर्च विधि और जानकारी के संश्लेषण के लिए एक संदर्भ से संबंधित महत्वपूर्ण मात्रा में डेटा के संग्रह की आवश्यकता होती है और ऐसे प्रश्न प्रस्तुत होते हैं जिनसे सूचना का संश्लेषण हो सकता है एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि इनमें से कई चीजों को संबोधित किया जा सकता है यदि आप क्या कहते हैं तो संबंधित जानकारी द्वारा समर्थित बहुत सारे केस स्टडी इकट्ठा करते हैं जो आम तौर पर पाठ्यपुस्तकों में नहीं मिलते हैं इस तरह के संदर्भ को डेटाबेस सामग्री विज्ञान से संबंधित विषयों रासायनिक प्रक्रिया ऑप्टिमाइजेशन नैनो टेक्नोलॉजी और उपकरणों और सेंसर डिजाइन जैसे विषयों में आसानी से पहचाना जा सकता है ये कुछ उदाहरण हैं लेकिन कोई भी इनोवेटिव शिक्षक ऐसी गतिविधियों को खोज सकता है जो इन परिणामों से मिलें PO4 के तहत आगे की गतिविधियाँ योजनाएँ लागू करती हैं और प्रयोग सर्वेक्षण करती हैं और लागू मानकों के अनुसार डेटा एकत्र करती हैं वैध निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक गणना और डेटा में कमी करें पेशेवर तरीके से परिणाम प्रस्तुत करें तो ये कुछ प्रस्तावित गतिविधियाँ हैं किसी भी तरह से यह संपूर्ण नहीं है इसलिए संकाय को इस विशेष PO को संबोधित करने के लिए ऐसी गतिविधियों का पता लगाना चाहिए अंत में PO4 आधुनिक उपकरण उपयोग क्या कहता है सीमाओं की समझ के साथ जटिल इंजीनियरिंग गतिविधियों के लिए भविष्यवाणी और मॉडलिंग सहित उपयुक्त तकनीकों संसाधनों और मॉडल इंजीनियरिंग Model engineering और IT उपकरण बनाएं चुनें और लागू करें यह बनाने से संबंधित है एक बार फिर कीवर्ड निर्माण चयन और आवेदन करना हैं तीनों आधुनिक इंजीनियरिंग और IT टूल्स से जुड़े हैं इसका मतलब है कि वे आधुनिक इंजीनियरिंग उपकरण जैसे उपकरण या IT उपकरण हो सकते हैं कुछ IT उपकरण इन दिनों कई इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स से परिचित हैं इसलिए उपकरण बनाने का प्रयास केवल बहु विषयक टीमों द्वारा अधिमानतः परियोजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है चयन केवल एक निर्धारित आवेदन के लिए विभिन्न उपकरणों की तुलना करने वाले पेपर स्तर का व्यायाम हो सकता है क्योंकि किसी के पास तुलना के लिए सभी उपकरणों तक पहुंच नहीं हो सकती है और कई संस्थानों ने पहले ही अपनी प्रयोगशालाओं में IT उपकरणों को शामिल कर लिया है लेकिन आधुनिक माप और परीक्षण उपकरण बहुत महंगे हैं और बहुत कम संस्थान उन्हें स्नातक स्तर पर खरीद सकते हैं लेकिन एक यह वह जगह है जहां कोई वर्चुअल प्रयोगशालाओं का उपयोग कर सकता है इसके लिए एवेन्यू प्रदान कर सकता है अब जो आ रहा है वह एक जटिल है जटिलता को बड़ी संख्या में वेरिएबल्स व्यापक रूप से अलग अलग समय की बाधाओं शोर की उपस्थिति स्वतंत्र एकाधिक निर्णय लेने और कई नकारात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप के साथ सिस्टम की विशेषता है हम केवल एक जटिल समस्या की प्रकृति को केवल इस संदर्भ में बताते हैं और हम बाद की तारीख में उस पर वापस आएंगे और जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं के व्यवहार की भविष्यवाणी आम तौर पर व्यापक सिमुलेशन का उपयोग किए बिना सरल मामलों में भी नहीं की जा सकती है तो सिमुलेशन अब इस विशेष PO को संबोधित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है जबकि मॉडलिंग modelling इंजीनियरिंग कोर्सेस की संख्या का एक हिस्सा है सिमुलेशन का उपयोग कक्षा स्तर और प्रयोगशालाओं में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है तो ये कुछ गतिविधियाँ हैं इंजीनियरिंग समस्याओं के एक वर्ग के लिए एक सिमुलेशन उपकरण की आवश्यकताओं को निर्धारित करें सिमुलेशन के लिए उपकरण बनाएं एक परियोजना के माध्यम से अधिमानतः इंजीनियरिंग समस्याओं का एक वर्ग हल करना सबसे अधिक लागत प्रभावी उपकरण का चयन करें किसी दिए गए इंजीनियरिंग या IT टूल की सीमाओं को समझें विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई इंजीनियरिंग और IT उपकरणों का उपयोग करें तो ये कुछ PO गतिविधियाँ हैं अब यह लगभग इस यूनिट का अंत है असाइनमेंट में जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं के दो उदाहरण दिए गए हैं जिनके संदर्भ में आप परिचित हैं जिसमें जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं की सभी विशेषताएँ हैं प्रारंभ में आप 250 से 500 शब्द लिखे और हो सकता है कि बाद में उनका और विस्तार किया जा सके अपने दृष्टिकोण में दो उदाहरण गतिविधियां दें जो आपके द्वारा सिखाए और सीखे गए कोर्सेस में से PO1 PO2 PO3 और PO4 और PO5 को संबोधित करते हैं अगली यूनिट PO 6 से PO 12 तक शेष PO को संबोधित करेगी जो एक स्नातक इंजीनियर के लिए प्रासंगिक हैं